नमस्ते मेरा नाम राजबाला है मैं प्रोफेसर गिरीश कुमार के मार्गदर्शन में PhD कर रही हूं मैं भी इस कोर्स के लिए टीचिंग असिस्टेंट में से एक हूं और मैं वेवगाइड्स पर कुछ व्याख्यान लुँगी इस आउटलाइन ने इस विषय को कवर किया पहले मैं वेवगाइड्स के मूल सिद्धांतों को शुरू करुँगी फिर मैं पैरेलल प्लेन वेवगाइड्स पर चर्चा करुँगी उसके बाद मैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड पर चर्चा करुँगी और फिर मैं वेवगाइड्स के अनुप्रयोगों पर चर्चा करुँगी तो अब हम वेवगाइड्स की मूल बातें शुरू करते हैं वेवगाइड्स का नाम के रूप में सुझाव है कि यह एक स्ट्रक्चर है जिसका उपयोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मार्गदर्शन करने के लिए किया जा सकता है अन्य स्ट्रक्चर भी हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन और को एक्सिअल केबल का मार्गदर्शन कर सकती हैं लेकिन इन स्ट्रक्चर और वेवगाइड के बीच कुछ अंतर हैं और पहला अंतर यह है कि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिशन लाइन और को एक्सिअल केबल डाईइलेक्ट्रिक लॉस और कंडक्टर लॉस के कारण अक्षम हो जाते हैं या हम स्किन इफ़ेक्ट कह सकते हैं जबकि वेवगाइड्स का उपयोग माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर किया जा सकता है और वे लोअर एटीनुअशन या लोअर लॉस के साथ बड़ा बैंडविड्थ प्रदान कर सकते हैं और दूसरा अंतर यह है कि ट्रांसमिशन लाइनें एक DC या शून्य फ्रीक्वेंसी से एक निश्चित हाई फ्रीक्वेंसी तक काम कर सकती हैं जिसका अर्थ है यह एक लो पास फिल्टर के रूप में कार्य करता है जबकि वेवगाइड को एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के ऊपर संचालित किया जा सकता है जिसे कटऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है तो यह एक हाई पास फिल्टर के रूप में कार्य करता है और तीसरा अंतर यह है कि ट्रांसमिशन लाइन केवल TEM मोड ऑफ प्रोपोगेशन का समर्थन कर सकती है जबकि वेवगाइड कई फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को मोड के रूप में सपोर्ट कर सकते हैं जिन्हें हम बाद में चर्चा करेंगे तो ये ट्रांसमिशन लाइन और वेवगाइड के बीच अंतर हैं आम तौर पर वेवगाइड्स हाई कंडक्टिविटी धातुओं से बनते हैं जैसे कि तांबा एल्यूमीनियम पीतल आदि और ये वेवगाइड किसी भी आकार के हो सकते हैं लेकिन आम तौर पर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर वेवगाइड का उपयोग किया जाता है इसलिए पहले रेक्टेंगुलर वेवगाइड का विश्लेषण करने के लिए हम एक सरल वेव के लिए कुछ अवधारणा विकसित करेंगे जो एक ऐसी स्ट्रक्चर का मार्गदर्शन करेगी जो पैरेलल प्लेन वेवगाइड है और उसके बाद हम उन अवधारणाओं को रेक्टेंगुलर वेवगाइड तक बढ़ाएंगे तो आइए हम पैरेलल प्लेन वेवगाइड के साथ शुरू करें पैरेलल प्लेन वेवगाइड में दो धातु प्लेटें दूरी a से अलग कर दिया हैं x डायरेक्शन में और इन प्लेटों को y डायरेक्शन में इंफिनिटी तक बढ़ाया जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव z डायरेक्शन में लिया हैं अब देखते हैं कि इस पैरेलल प्लेन वेवगाइड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोपेगेट होती है सामान्य तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में किसी भी समस्या का विश्लेषण करने के लिए हमें मैक्सवेल के समीकरणों Maxwell's equation को हल करने की आवश्यकता होती है तो मैक्सवेल के समीकरण Maxwell's equation क्या हैं मैक्सवेल के 4 समीकरण हैं जो डिफरेंशियल फॉर्म में या इंटीग्रल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं इन दो रूपों के बीच अंतर यह है कि डिफरेंशियल फॉर्म फील्ड और स्रोत के बीच संबंध स्थापित करते हैं लेकिन उनका उपयोग मीडिया इंटरफेस पर नहीं किया जा सकता है जहां मेडियम प्रॉपर्टी अचानक बदल जाते हैं उन स्थितियों में मैक्सवेल के समीकरणों maxwell's equation के इंटीग्रल फॉर्म का उपयोग किया जा सकता है और वे दो अलग अलग माध्यमों में फील्ड के बीच संबंध स्थापित करेंगे जिन्हें बाउंड्री कंडीशन कहा जाता है तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में 4 मैक्सवेल के समीकरण maxwell's equation हैं या उन्हें पॉइंट फॉर्म में मैक्सवेल के समीकरण maxwell's equation भी कहा जाता है पहला मैक्सवेल का समीकरण maxwell's equation D ρ है जो गॉस लॉ से आता है और यह बताता है कि वॉल्यूम से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोसड चार्ज के समानुपाती होता है दूसरा समीकरण ×E ∂B∂t जो फैराडेस लॉ ऑफ़ इंडक्शन Faraday's law of induction से आता है और यह बताता है कि इनडुसड वोल्टेज मैग्नेटिक फ्लक्स के परिवर्तन की दर के लिए आनुपातिक है और तीसरा समीकरण है b 0 जो मैग्नेटिस्म के लिए गॉस लॉ से आता है और यह कहा गया है कि एक बंद सतह से निकलनेवाला कुल फ्लक्स 0 है और चौथा और अंतिम समीकरण है ×HJ∂D∂t जहां J कंडक्शन करंट डेंसिटी और ∂D∂t डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है तो ये 4 मैक्सवेल के समीकरण Maxwell's equation हैं हालांकि अंतिम समीकरण में वेवगाइड्स के लिए यह J शब्द 0 होगा क्योंकि हम मानते हैं कि वेवगाइड सोर्स फ्री लॉसलेस डाईइलेक्ट्रिक मटेरियल से भरा है तो यह J 0 और अंतिम समीकरण × H ∂D∂t तक घट जाएगा सामान्य तौर पर वेवगाइड्स में हम प्रोपगेशन की डायरेक्शन Z डायरेक्शन में पर विचार करते हैं और प्रोपगेशन की डायरेक्शन में मौजूद फ़ील्ड्स को लोंगीटुडनल फ़ील्ड्स कहा जाता है तो लोंगीटुडनल फ़ील्ड्स Ez और Hz होंगे और वे फ़ील्ड्स जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर या ट्रांस्वर्स होते हैं ट्रांस्वर्स फ़ील्ड्स कहलाते हैं तो ट्रांस्वर्स फ़ील्ड्स Hx Hy Ex और Ey होंगे हम इन ट्रांस्वर्स फ़ील्ड् को लोंगीटुडनल फ़ील्ड्स Ez और Hz के संदर्भ में प्राप्त कर सकते हैं इन दो मैक्सवेल के समीकरणों Maxwell's equation को हल करके ×E ∂B∂t और ×H∂D∂t हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में इन दो समीकरणों पर विचार कर सकते हैं जो ×E jωμH और × H jωϵE है तो आप इन दो समीकरण को हल करके ट्रांस्वर्स फ़ील्ड् Hx Hy Ex Ey प्राप्त कर सकते हैं ये ट्रांस्वर्स फ़ील्ड् है और इन ट्रांस्वर्स फ़ील्ड् में कांस्टेंट जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है जो α jβ हैं जहां एटीनूएशन कांस्टेंट है और फेज कांस्टेंट है और kωμϵ और h22k2 एक ट्रांस्वर्स फ़ील्ड् को प्राप्त करने के लिए हमें ट्रांस्वर्स फ़ील्ड्स को जानना होगा आइए हम कहते हैं तो आइए देखें कि ट्रांस्वर्स फ़ील्ड्स Ez और Hz कैसे पाए जा सकते हैं ये फ़ील्ड् Ez और Hz को वेव समीकरण का उपयोग करके पाया जा सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेव समीकरण 2E2μϵE0 है और यह 2H2μϵH0 मैग्नेटिक फील्ड के लिए चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में 3 घटक होते हैं Ex Ey Ez और Hx Hy और Hz तो छह स्केलर समीकरण होंगे और इन समीकरणों को हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण भी कहा जाता है इसलिए Ez और Hz को खोजने के लिए हमें प्रोपगेशन की डायरेक्शन में इन समीकरणों को हल करने की आवश्यकता है तो हम इन दो समीकरणों को हल करेंगे 2Ezx2 2Ezy22Ezz2 2μϵEz इसलिए हम इस समीकरण को हल करेंगे और हम Ez प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह यदि हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस समीकरण को हल करते हैं तो हम z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त कर सकते हैं अब देखते हैं कि इन ट्रांस्वर्स फ़ील्ड्स को पैरेलल प्लेन वेवगाइड में इन वेव समीकरणों का उपयोग करके कैसे प्राप्त किया जाता है इसलिए पैरेलल प्लेन वेवगाइड में जैसा कि हमने चर्चा की कि प्लेट्स y डायरेक्शन में इंफिनिटी तक फैली हुई हैं इसलिए फ़ील्ड y डायरेक्शन में स्थिर रहेगी और फ़ील्ड में कोई बदलाव नहीं होगा तो हम ∂y 0 ले सकते हैं इस चीज को वेव समीकरण में डालने से हमें मिलेगा 2Ezx22Ezz2 2μϵEz चूँकि Ez केवल x और z के साथ परिवर्तनीय है और यह y के साथ स्थिर है तो हम मान सकते हैं कि Ez फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ z के बराबर है अब इस फ़ंक्शन को इस समीकरण में रखें जिससे हमें ZX XZ 2μϵXZ मिलेगा अब इस पूरे समीकरण को XZ के साथ विभाजित करें फिर हमें मिलेगा XXZZ k2 जहाँ k22μϵ यह एक स्थिरांक है जहां k एक वेव नंबर है चूँकि यह k2 एक स्थिरांक है और ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो यह दोनों स्थिरांक होना चाहिए तो हम ले सकते हैं XX kx2 और ZZ 2 या हम बदल सकते हैं 2 को 2से अगर हम में α 0 ले तो यह हो जाएगा 2 तो इन स्थिरांक के लिए यह नकारात्मक प्रोपोगेटिंग वेव के लिए लिया जाता है और यदि हम सकारात्मक संकेत लेते हैं तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल एक्स्पोनेंशियल फंक्शन होगा अब इसे बराबर करें kx2 से XX तब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन Xkx2X 0 को प्राप्त करेंगे इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन का हल C1 cos फ़ंक्शन प्लस C2 sin फ़ंक्शन है तो X C1cos kxx C2sin⁡ इसी तरह हम Z पा सकते हैं और यह C3eγzC4e γzहोगा तो यह है कि कैसे हम x और y प्राप्त करते हैं अब हम Ez में इन फंक्शन x और z को रखा जाएगा और फिर हम लोंगीटुडनल फील्ड Ez प्राप्त कर सकते हैं जो C1cos kxx C2sin kxx C3eγzC4e γz इस समीकरण में टर्म eγz नकारात्मक z डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेटिंग का प्रतिनिधित्व करता है टर्म e γzसकारात्मक z डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेटिंग का प्रतिनिधित्व करता है चूंकि हमने सकारात्मक z डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपागेशन की डायरेक्शन पर विचार किया है तो यह टर्म 0 होना चाहिए तो C3 0 अब C3 0 यहां रखें और फिर Ez C1C4cos kxx e γzC2C4sin kxxe γz तक कम हो जाता है या हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं A1cos kxx A2sin kxx e γz तो यह है कि कैसे लोंगीटुडनल इलेक्ट्रिक फील्ड वेव एक्वेशन का उपयोग करके प्राप्त की जाती है इसी तरह हम मैग्नेटिक फील्ड को भी प्राप्त कर सकते हैं तो वह B1cos kxx B2sin kxx e γzहोगा अब इन दो समीकरणों का उपयोग करके हम ट्रांस्वर्स फील्ड प्राप्त कर सकते हैं Hx Hy Ex और Ey तो इन ट्रांस्वर्स फील्ड के लिए समीकरण इस तरह होंगे और हमारे द्वारा पहले देखे गए समीकरणों में आप इन्हें ∂y0 डालकर सत्यापित कर सकते है यह है कि कैसे सभी फ़ील्ड कॉम्पोनेन्ट पैरेलल प्लेन वेव गाइड में प्राप्त किये जाते हैं अब आइए देखें कि पैरेलल प्लेन वेवगाइड में विभिन्न मोड कैसे प्रोपेगेट होते हैं पहले हमें प्रोपागेशन का TEM मोड देखेंगे TEM मोड एक ट्रांस्वर्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मोड है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपागेशन की डायरेक्शन में ट्रांस्वर्स होते हैं या प्रोपागेशन की डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है जिसका अर्थ है Hz 0 और Ez 0 अब इन मानों को ट्रांस्वर्स फील्ड समीकरणों में लगाकर हम ट्रांस्वर्स फील्ड को पा सकते हैं Hz 0 और Ez 0 हमें मिलेगा Ex 0 Ey 0 और Hx 0 और Hy 0 इसका अर्थ है कि सभी फ़ील्ड कॉम्पोनेन्ट TEM मोड में पैरेलल प्लेन वेवगाइड में 0 हैं यदि कोई फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपागेशन नहीं होगा या हम कह सकते हैं पैरेलल प्लेन वेवगाइड प्रोपागेशन के TEM मोड का समर्थन नहीं कर सकते अब हम अगला मोड देखते हैं जो TM मोड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोपागेशन की डायरेक्शन में ट्रांसवर्स होता है और प्रोपागेशन की डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो Hz 0 और Ez≠0 और लोंगीटुडनल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सामान्य हल EzA1cos kxx A2sin kxx e γz जैसा कि हमने पहले चर्चा की अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पर बाउंड्री कंडीशन लागू करने की आवश्यकता है तो बाउंड्री कंडीशन क्या है इसका उत्तर यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टैनजेशिअल कॉम्पोनेन्ट का कंडक्टिंग बाउंड्री पर 0 होना चाहिए पैरेलल प्लेन वेवगाइड में कंडक्टिंग प्लेटें x 0 और x a पर होती हैं और टैनजेशिअल फील्ड Ez होता है तो x 0 और x a Ez 0 होना चाहिए तो यहां x0 रखें तो हमें मिल जाएगा A1cos0A2sin 0 sin 0 0 cos 0 1 तो हम प्राप्त करेंगे A1e γz अब इसे 0 के बराबर करें तब हमें A1 0 मिलेगा A1 0 इस समीकरण में डालेंगे तो Ez कम हो जाएगा E0sin kxx e γz अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन को लागू करें जो x a Ez 0 पर है इसलिए यदि आप x a को यहाँ रखते हैं तो यह बन जाएगा E0sin kxa e γz और यदि आप इसे 0 के बराबर करें तो E0 0 नहीं हो सकता तो 0 नहीं बन सकता साइन फंक्शन 0 होता है तो sin kxa0 जिसका मतलब kxa π का मल्टीप्ल होना चाहिए तो kxa mπ जहां m एक पूर्णांक है यहाँ से kxmπa अब kx का मान डालें इस समीकरण में तो लोंगीटुडनल इलेक्ट्रिक फील्ड EzE0sin mπax e γz होगा तो इस तरह से लोंगीटुडनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होता है अब TM प्रोपागेशन में प्रोपोगेटिंग और नॉन प्रोपोगेटिंग मोड देखेंगे इसलिए हमारे पास Hz 0 EzE0sin mπax e γz है इनका उपयोग करके हम Ex Ey Hy Hx पा सकते हैं तो Ex यह है Ey 0 Hy यह है और Hx 0 अब यदि हम इन फील्ड समीकरणों में m 0 डालते हैं तो यह TM0 मोड बन जाएगा Hz पहले से ही 0 है अब Ez में m 0 डालेंगे तो वह sin 0 हो जाएगा और sin 0 0 तो Ez भी 0 है तो m 0 को यहाँ रखो इसलिए 0 कुछ 0 होगा तो Ex 0 Ey पहले से ही 0 है Hy में अगर हम m 0 डालते हैं तो Hy 0 हो जाएगा और Hx पहले से ही 0 है इसका मतलब है कि सभी फील्ड कॉम्पोनेन्ट 0 हैं इसलिए कोई वेव प्रोपागेशन नहीं होगा तो यह मोड TEM मोड के समान है क्योंकि इस मोड में Ez और Hz दोनों 0 हैं अब यदि हम m को 1 या 1 से अधिक के बराबर रखते हैं तो Ez Ex और Hy 0 नहीं होगा इसलिए इन मोड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपागेशन होगा तो प्रोपोगेटिंग मोड के उदाहरण TM1 TM2 TM3 जैसे हैं अब देखते हैं कि इन प्रोपोगेटिंग मोड में फ़ील्ड किस प्रकार भिन्न होती है तो TM1 मोड का एक उदाहरण लें और देखें कि फ़ील्ड कैसे बदलता है और TM1 मोड ट्रांस्वर्स मैग्नेटिक मोड में जबकि मैग्नेटिक फील्ड का केवल एक कॉम्पोनेन्ट जो y डायरेक्शन में है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कॉम्पोनेन्ट हैं जो Ex और Ez हैं इन सभी 3 कॉम्पोनेन्ट की डायरेक्शन y में स्थिर है और वे केवल x और z के साथ भिन्न हो रहे हैं इसलिए हम देखेंगे कि केवल xz प्लेन में फील्ड की भिन्नता है तो चलिए पहले देखते हैं कि xz प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड की भिन्नता कितनी है तो इसमें x अक्ष है यह z डायरेक्शन है और y डायरेक्शन इस प्लेन के बाहरी तरफ सामान्य है और सर्कल में डॉट्स सकारात्मक y डायरेक्शन का प्रतिनिधित्व करता है और सर्कल में क्रॉस नकारात्मक y डायरेक्शन का प्रतिनिधित्व करता है और सर्कल का आकार फील्ड के एम्पलीटूड का प्रतिनिधित्व करता है तो सर्कल का आकार जितना बड़ा होगा वह फील्ड का एम्पलीटूड होगा अब x डायरेक्शन के साथ मैग्नेटिक फील्ड की भिन्नता देखते हैं तो Hy x डायरेक्शन में cos फ़ंक्शन के रूप में भिन्न हो रहा है x 0 पर यह cos 0 होगा जो अधिकतम है तो x 0 पर Hy अधिकतम हो जाएगा और अगर हम x a रखा यहाँ तो यह cos π 1 हो जाएगा तो x a विपरीत डायरेक्शन में एक अधिकतम होगा और अगर हम x a2 रखें तो यह हो जाएगा cos π2 0 तो Hy x a2 पर 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड x 0 और x a पर अधिकतम है और यह x a 2 पर 0 है जैसा कि आप इस आंकड़े से देख सकते हैं कि यह यहाँ अधिकतम है यहाँ अधिकतम है यहाँ 0 है अब हम z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की भिन्नता देखते हैं तो यह z डायरेक्शन में e j2πz अलग अलग है और यह फंक्शन पीरियाडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2π है और यह z 0 z λ2 और z बराबर है λ 2 के मल्टीपल पर अधिकतम है और यह कम से कम हो z λ 4 परz 3λ 4 और λ 4 के विषम मल्टीपल पर तो Hy z 0 z λ2 और z बराबर है λ 2 के मल्टीपल पर अधिकतम होगा और यह z λ 4 3λ 4 और λ 4 की विषम मल्टीपल पर 0 हो जाएगा तो यह कैसे मैग्नेटिक फील्ड TM1 मोड में भिन्न होता है तो x डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का हाफ साइनसोइडल भिन्नता है अब xz प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड की भिन्नता देखते हैं तो इसमें एरो की डायरेक्शन फ़ील्ड की डायरेक्शन दिखाती है और लाइन की लंबाई फ़ील्ड के एम्पलीटूड को दर्शाती है तो लाइन की लंबाई जितनी अधिक होगी फील्ड का एम्पलीटूड उतना ही अधिक होगा चूंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कॉम्पोनेन्ट हैं इसलिए रिजल्टन्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर योग होगा E x और Ez अब x डायरेक्शन में इन दोनों की भिन्नता देखते हैं तो Ex x के साथ कॉस फ़ंक्शन के रूप में बदलता है और Ez x के साथ साइन फ़ंक्शन के रूप में भिन्न होता है इसका मतलब है कि ये दो कॉम्पोनेन्ट x डायरेक्शन के साथ कोवाडरेचर में हैं या हम कह सकते हैं कि जब Ex अधिकतम होता है तो Ez 0 होगा और जब Ex 0 है तो Ez अधिकतम होगा जैसा कि आप इस से भी देख सकते हैं इसलिए x 0 पर Ex अधिकतम है और z डायरेक्शन में कोई फील्ड कॉम्पोनेन्ट नहीं है इसलिए Ez 0 है इसी प्रकार x a Ex अधिकतम है और z डायरेक्शन में कोई फ़ील्ड कॉम्पोनेन्ट नहीं है इसलिए Ez 0 है तो यह है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन के साथ बदलता रहता है और z डायरेक्शन में ये दोनों फील्ड की लंबाई λ 4 से स्टागरड हो जाते हैं क्योंकि इस फैक्टर के कारण 900 फेज डिले होगा तो जब Ex अधिकतम है तो Ez z डायरेक्शन के साथ 0 होगा और जब Ex 0 होगा तो Ez z डायरेक्शन के साथ अधिकतम होगा आप इस आंकड़े से भी देख सकते हैं तो z 0 पर Ex अधिकतम है और Ez 0 है और z λ 4 पर Ez अधिकतम है और Ex 0 है और z λ 4 पर Ex अधिकतम है और Ez 0 है तो यह कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड TM1 मोड में xz प्लेन में भिन्न होता है वे x डायरेक्शन में या जिस डायरेक्शन में वेव तक सीमित हैं फील्ड के हाफ साइनसोइडल भिन्नता हैं तो यह सब TM1 मोड के बारे में है अब हम अगली मोड की ओर बढ़ते हैं जो है TE मोड ट्रांस्वर्स इलेक्ट्रिक मोड जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोपागेशन की डायरेक्शन में ले जाया जाता है या प्रोपागेशन की डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है हम कह सकते हैं Ez 0 और Hz 0 लोंगीटुडनल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के लिए सामान्य हल HzB1cos kxx B2sin kxx e γzजो हमने पहले प्राप्त किया था अब हमें इसके लिए बाउंड्री कंडीशन को लागू करने की आवश्यकता है और बाउंड्री कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड के टैनजेशिअल कॉम्पोनेन्ट हैं कंडक्टिंग बाउंड्री पर 0 होना चाहिए तो कंडक्टिंग बाउंड्री x 0 और x a पर है और टैनजेशिअल फील्ड Ey और Ez हैं Ez पहले से ही 0 हैं तो हमें Ey 0 बनाने की जरूरत है Ey 0 बनाने के लिए हमें Ey खोजने की जरूरत हैं पहले तो हम Ey इस तरह Hz के संदर्भ में पा सकते हैं तो अगर Ey 0 तो Hz∂x0 तो x 0 रखे और Hz∂x0 करें तब हमें B2 0 मिलेगा और मैग्नेटिक फील्ड HzH0cos⁡ e γz तक घट जाते है अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन लागू करें जो x a Ey 0 या x a पर है Hz∂x0 इस शर्त को लागू करने से हमें मिलेगा sin kxx0 जिसका अर्थ है kxmπa अब इस समीकरण में इस मान को डालें तो हम लोंगीटुडनल मैग्नेटिक फील्ड HzH0cos mπax e γzप्राप्त करेंगे अब TE प्रोपागेशन में प्रोपोगेटिंग और नॉन प्रोपोगेटिंग मोड देखें तो हमारे पास Ez 0 है और Hz इस H0cos mπax e γzकेबराबर है यहाँ से हम ट्रांस्वर्स फील्ड का पता लगा सकते हैं तो Ex 0 Ey इसके बराबर है Hx इसके बराबर है और Hy 0 अब यदि हम इन फ़ील्ड समीकरणों में m 0 डालते हैं तो यह TE 0 मोड बन जाएगा इसमें Ez पहले से ही 0 हैं और m 0 डालकर Hz हो जाएगा H0e γz जो 0 के बराबर नहीं है Ex पहले से ही 0 हैं Ey 0 कुछ 0 हो जाएगा Hx 0 कुछ 0 हो जाएगा और Hy पहले से ही 0 है इसलिए सभी ट्रांस्वर्स फील्ड कॉम्पोनेन्ट 0 हैं इसलिए TE0 मोड में कोई भी वेव प्रोपागेशन नहीं होगा इसलिए TE प्रोपागेशन के लिए नॉन प्रोपागेशन मोड TE0 है अब यदि हम m को 1 के बराबर या 1 से अधिक रखते हैं तो यह Hz Ey और Hx 0 नहीं होगा इसलिए TEm मोड में वेव प्रोपागेशन होगा तो TE प्रोपागेशन में प्रोपेगेटिंग मोड TEm मोड है जैसे कि TE1 TE2 TE3 इस तरह हैं अब देखते हैं कि TE मोड में फ़ील्ड किस प्रकार बदलती है तो आइए हम TE2 मोड का एक उदाहरण लेते हैं यह TE2 मोड में इलेक्ट्रिक फील्ड भिन्नता है यह TE2 मोड में मैग्नेटिक फील्ड भिन्नता है तो ट्रांस्वर्स इलेक्ट्रिक मोड में इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल एक कॉम्पोनेन्ट होता है जो y डायरेक्शन में होता है और मैग्नेटिक फील्ड के दो कॉम्पोनेन्ट होते हैं Hx और Hz जो x डायरेक्शन और z डायरेक्शन में होते हैं Student और ये सभी 3 कॉम्पोनेन्ट y डायरेक्शन के साथ स्थिर हैं और वे केवल x और z के साथ बदलते हैं इसलिए हम केवल xz प्लेन में फील्ड की भिन्नता देखेंगे तो चलिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की भिन्नता देखते हैं तो यह x डायरेक्शन है यह z डायरेक्शन है और y डायरेक्शन इस प्लेन आउट वर्ड के लिए सामान्य है और इस सर्कल में डॉट्स सकारात्मक डायरेक्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं क्रॉस नकारात्मक y डायरेक्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं और सर्कल का आकार फील्ड के एम्पलीटूड का प्रतिनिधित्व करते हैं तो Ey x डायरेक्शन के साथ साइनसोइड रूप से भिन्न हो रहा है तो अगर हम x 0 रखे तो यह हो जाएगा sin 0 तो हमे मिल जाएगा 0 फील्ड अगर हम x a रखे तो sin2π 0 मिल जाएगा तो यह 0 हो जाएगा और अगर हम x a 2 रखे तो sinπ 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पर x 0 x a 2 और x a है और मैक्सिमा x a4 और x 3a4 पर होगी तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का टू हाफ साइनसोइडल भिन्नता है अब z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की भिन्नता देखते हैं यह 0 पर z 0 z λ 2 z होगा और z λ 2 के मल्टीप्ल के बराबर होगा जबकि यह z 4z 3λ 4 पर अधिकतम होगा और z 4के विषम मल्टीप्ल के बराबर है Studentतो यह कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड TE2 मोड के लिए xz प्लेन में भिन्न होता है अब हम TE2 मोड में मैग्नेटिक फील्ड की भिन्नता देखते है तो दो मैग्नेटिक फील्ड हैं और रिजलटेंट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर योग होंगे Hx और Hzके Hx x डायरेक्शन के साथ साइनसोइडली भिन्न हो रहा है और Hz x डायरेक्शन के साथ को साइनसॉइडली भिन्न हो रहा है इसका मतलब है कि ये दो कॉम्पोनेन्ट x डायरेक्शन के साथ फेज क्वाडरेचर में हैं या हम कह सकते हैं कि जब Hx अधिकतम है तो Hz न्यूनतम या 0 होगा और जब Hx 0 है तो Hz अधिकतम होगा जो हम इस आंकड़े से भी देख सकते हैं X 0 पर Hz अधिकतम है और x डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं है इसलिए Hx 0 है इस पॉइंट पर भी x a 2 Hz अधिकतम है और Hx 0 है इस पॉइंट पर भी Hx 0 है और Hz अधिकतम है तो Hz अधिकतम x 0 x a 2 और x a है जबकि यह x a 4 और x 3a 4 पर न्यूनतम है तो x डायरेक्शन के साथ फील्ड की टू हाफ साइनसोइडल भिन्नता है अब इन फील्ड की भिन्नता को z डायरेक्शन में देखते हैं इन दोनों कॉम्पोनेन्ट Hx और Hz लेंथ ऑफ λ4 से स्टागरड हो रहा है इस फैक्टर jβ की वजह से वहाँ 900 फेज डिले होगी तो ये दो कॉम्पोनेन्ट 900 आउट ऑफ फेज हैं अतः यदि Hx अधिकतम है तो Hz Z डायरेक्शन के साथ 0 होगा और यदि Hx 0 है तो Hz Z डायरेक्शन के साथ अधिकतम होगा तो अगर हम z डायरेक्शन में देखेंगे तो Hz अधिकतम z 0 z λ 2 z z है जो λ 2 केमल्टीप्ल के बराबर है जबकि Hx इन पॉइंट्स पर 0 होगा z 0 z λ 2 z इस तरह इसी तरह Hz z 4 3λ 4 और विषम मल्टीप्ल 4 पर 0 होगा और इन पॉइंट पर Hx अधिकतम होगा तो Hx z 4z 3λ 4 और 4 के विषम मल्टीप्ल पर मॅक्सिमा है तो यह है कि कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड TE2 मोड में भिन्न होते हैं पैरेलल प्लेन वेवगाइड में तो x डायरेक्शन या उस डायरेक्शन में जिसमें वेव को फील्ड की भिन्नता से कॉनफिनड किया गया है टू हाफ साइनसोइडल है या सामान्य तौर पर अगर हमारे पास TEm मोड या TMm मोड है तो जिस डायरेक्शन में कॉनफिनमेंट किया गया है उसके साथ फील्ड की भिन्नता m हाफ साइनसोइडल होगी यह सब TM और TE मोड में मौजूद फील्ड के बारे में है अगले व्याख्यान में हम इन तरीकों के लिए कटऑफ फ्रीक्वेंसी पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड शुरू करेंगे